नमस्कार तो आज हम टोपोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे आपको टोपोलॉजी से क्या मतलब है जैसा कि हम जानते हैं कि नेटवर्क हमेशा श्रेणी या समानांतर जुड़ा हुआ नहीं है इसके विपरीत जो हमने अब तक चर्चा की है वास्तव में वास्तविक परिदृश्य में यह विद्युत सर्किट श्रेणी या समानांतर नहीं होगा यह दोनों का संयोजन होगा तो विद्युत सर्किट विश्लेषण का उद्देश्य यह है कि आपको धाराओं और तत्व के पार वोल्टेज का पता लगाने की जरूरत है जो सर्किट से जुड़ा हुआ है हम सर्किट का विश्लेषण करने और घटकों के पार सर्किट और वोल्टेज की विभिन्न शाखाओं में मौजूद धाराओं का पता लगाने की कोशिश करेंगे सर्किट विश्लेषण से संबंधित अब तक हमने जो चर्चा की थी हम उसे पुन उपयोग करते हैं विभिन्न नियम हैं जो विद्युत सर्किट में धाराओं और वोल्टेज को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं हमने किरचॉफ के नियम के बारे में चर्चा की हमने ओम के नियम पर भी चर्चा की ओह्म का नियम धारा 𝐼𝑉𝑍 का पता लगाने के अलावा कुछ नहीं है अब यहाँ हम R के बजाय Z का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि Z एक जटिल प्रतिबाधा है और यह आमतौर पर तब दिखाई देता है जब आपके पास सर्किट में AC साइनसोइडल वेव फॉर्म होता है और फिर प्रतिबाधा पर वोल्टेज होता है अब यदि श्रेणी प्रतिबाधा में कुल प्रतिबाधा का पता लगाने के लिए यह श्रेणी में जुड़े सभी प्रतिबाधाओं का योग होगा या यदि आपके पास समानांतर जुड़े हुए प्रतिबाधाएं हैं तो प्रतिबाधा को प्रवेश्यता में बदलना बेहतर है प्रवेश्यता कुछ भी नहीं है लेकिन Y और यह प्रतिबाधा Z का उल्टा है और फिर आप प्रवेश्यता का पता लगाने के लिए कुछ कर सकते हैं अब हम विस्तार से प्रतिबाधा और प्रवेश्यता को देखते हैं ताकि आप AC सर्किट के संबंधों के साथ इन दो संस्थाओं की अवधारणाओं को समझ सकें अब वोल्टेज करंट रिलेशन जिसके बारे में हमने अब तक चर्चा की है वह कुछ इस तरह था हमारे पास 𝑽 फेज़ मान कुछ भी नहीं है लेकिन 𝑰𝑅 इसके लिए यह प्रतिरोध के मामले के लिए था इंडक्टैंस के लिए हमने चर्चा की 𝑽 𝑗𝜔𝐿𝑰 और संधारित्र के लिए संबंध 𝑽𝑰𝑗𝜔𝐶 था अब यदि आप फ़ैसर वोल्टेज और फ़ैसर करंट के अनुपात के संदर्भ में समीकरण लिखते हैं 𝑽𝑰𝑅 𝑽𝑰𝑗𝜔𝐿 𝑽𝑰1𝑗𝜔𝐶 तो अब अगर आपको एक सामान्य शब्द में तीनों समीकरण को दर्शाने के लिए कहा जाए तो हम क्या लिखते हैं 𝑽𝑰𝒁 𝑜𝑟 𝑽𝒁𝑰 अब यहाँ Z एक मात्रा है जिसे प्रतिबाधा कहा जाता है इस प्रतिबाधा के विभिन्न गुण क्या हैं एक सर्किट का प्रतिबाधा फ़ैसर वोल्टेज और फ़ैसर करंट का अनुपात है और इसे ओम में भी मापा जाता है क्योंकि प्रतिरोध या संधारित्र या प्रेरकत्व के मामले में जो भी प्रतिघात होती है जिसकी गणना हम पिछले व्याख्यानों में करते हैं उन का माप ओम में था अब प्रतिबाधा उस विरोध को दर्शाती है जो सर्किट में साइनसोइडल करंट के प्रवाह को प्रदर्शित करता है इसलिए जब भी प्रतिबाधा की बात आती है तो इसका अर्थ है कि सर्किट AC सर्किट है और करंट साइनसोइडल करंट है अब हालांकि प्रतिबाधा दो फेज़र का अनुपात है अर्थात फेज़र I द्वारा फेज़र V को विभाजित किया जाता है लेकिन यह फेज़र नहीं है क्योंकि इसमें साइनसोइडल परवर्तित मात्रा नहीं है प्रतिबाधा के लिए जटिल मात्रा को आमतौर पर 𝒁𝑅𝑗𝑋 के रूप में दर्शाया जाता है जहां R वास्तविक शब्द है और यह वास्तविक शब्द कुछ नहीं है लेकिन प्रतिबाधा शब्द में प्रतिरोध है और फिर X जो Z का काल्पनिक हिस्सा है और इस काल्पनिक भाग को प्रतिघात कहा जाता है अब प्रतिबाधा इंडक्टिव है जब X सकारात्मक है इसलिए यहाँ यदि आप 𝒁𝑅𝑗𝑋 लिख रहे हैं यदि यह सकारात्मक मात्रा है तो इसका मतलब है कि प्रतिबाधा इंडक्टिव है जबकि यह X के ऋणात्मक होने पर कैपेसिटिव होगा तो उस स्थिति में आपका प्रेरण कैपेसिटिव होगा माफ़ करना प्रतिबाधा कैपेसिटिव प्रतिबाधा होगी अब प्रतिबाधा 𝒁𝑅𝑗𝑋 है इसलिए जब धारा वोल्टेज से पीछे होती है तो यह इंडक्टिव होता है जब 𝒁𝑅 𝑗𝑋 यह कैपेसिटिव होता है क्योंकि धारा वोल्टेज से आगे होती है यदि हमें ध्रुवीय रूप में जटिल मात्रा Z को दर्शाना है तो हम 𝒁𝑅𝑗𝑋 ∠𝜃 लिखते हैं तो सारांश में आप कह सकते हैं कि Z को 𝒁𝑅𝑗𝑋 के रूप में या ध्रुवीय रूप में दर्शाया जा सकता है 𝒁 यह दो आप गणना में आवश्यकता के आधार पर परस्पर विनिमय कर सकते हैं और आप गणना कर सकते हैं आयताकार का उपयोग करते हुए Z का समीकरण √𝑅2𝑋2 जहाँ 𝜃tan−1𝑋𝑅 या यदि आप ध्रुवीय को आयताकार में बदलना चाहते हैं तो आप 𝑅 cos𝜃 और 𝑋 sin𝜃 कह सकते हैं अब कभी कभी गणना में प्रतिबाधा का उल्टा उपयोग करना सुविधाजनक होता है यह विशेष रूप से तब होता है जब आपके पास समानांतर जुड़े सर्किट होते हैं जैसे कि यदि आपके पास इस तरह समानांतर में जुड़ा हुआ प्रतिबाधा है तो अगर यह Z1 Z2 Z3 के अगर आपको समतुल्य प्रतिबाधा पता लगाना है प्रतिबाधाओं के उल्टा लेना बेहतर है तो यदि Z1 का उल्टा Y1 है इसका Z2 का उल्टा Y2 है और इसी तरह Z3 का उल्टा Y3 है इसलिए आप आसानी से कह सकते हैं कि समतुल्य प्रवेश्यता Y Y1 plus Y2 plus Y3 के बराबर है और यदि आपको प्रतिबाधा का पता लगाना है तो समतुल्य प्रतिबाधा Z 1 by Y होगा इसलिए इस मामले में जब समानांतर जुड़े नेटवर्क हैं प्रतिबाधा को प्रवेश्यता में परिवर्तित करना बेहतर है अब प्रवेश्यता कुछ नहीं है लेकिन प्रतिबाधा का उल्टा है और इसे सीमेंस में मापा जाता है या आप कह सकते हैं कि इसे महो में भी मापा जाता है तो महो और सीमेन्स दोनों समान हैं आप उन्हें उपयोग कर सकते हैं और प्रवेश्यता को गणितीय रूप से 𝒀1𝒁𝑰𝑽𝐺𝑗𝐵 के रूप में व्यक्त किया जाता है जहां G को चालन कहा जाता है और B जिसे Y का काल्पनिक भाग कहा जाता है सासेप्टन्स कहा जाता है 𝐺𝑗𝐵 क्या है 𝐺𝑗𝐵 कुछ नहीं है लेकिन 1𝒁𝑰𝑽 और Z कुछ भी नहीं है लेकिन 𝑅𝑗𝑋 है इसलिए यदि आप सरल करते हैं तो आपको 𝐺𝑗𝐵1𝑅𝑗𝑋 मिलेगा इसलिए यदि आप वास्तविक और काल्पनिक शब्दों की तुलना अपने दोनों घटकों से करते हैं जब भी इस मामले में सर्किट का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है तो आप इस प्रवेश्यता का उपयोग कर सकते हैं अब हम नेटवर्क के बारे में बात करते हैं अब तक हमने हर बार की तरह चर्चा की है कि हम विद्युत सर्किट का उपयोग करते हैं नेटवर्क का नहीं तो नेटवर्क और सर्किट के बीच अंतर क्या हैं एक नेटवर्क और सर्किट के बीच अंतर यह है कि नेटवर्क तत्वों या उपकरणों का एक दूसरे का संबंध है इसका मतलब है कि यह आवश्यक नहीं है कि यह एक बंद लूप बनाएगा इसलिए इसमें लूप हो सकते हैं लेकिन कुछ खुले लूप भी हो सकते हैं तो नेटवर्क सर्किट के लिए व्यापक शब्द है जबकि सर्किट के मामले में नेटवर्क जो एक या अधिक बंद लूप प्रदान करता है इसलिए नेटवर्क और सर्किट के बीच का अंतर यह है कि नेटवर्क को आमतौर पर इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए अधिक सामान्य शब्द माना जाता है जहां सर्किट को खुला या बंद किया जा सकता है जबकि इलेक्ट्रिकल सर्किट के मामले में हम यह सुनिश्चित करते हैं कि प्रवाह के लिए करंट वापसी का मार्ग है इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हम आम तौर पर दोनों का उपयोग करते थे क्योंकि नेटवर्क अधिक सामान्य शब्द है हम इस विशेष पाठ्यक्रम में भी हम कुछ समय नेटवर्क कुछ समय सर्किट का उपयोग करेंगे लेकिन इसका मतलब वही है अब हम टोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो नेटवर्क टोपोलॉजी के लिए टोपोलॉजी क्या है वह गुण है जो नेटवर्क में तत्वों के स्थान और नेटवर्क के ज्यामितीय विन्यास से संबंधित है तो इसका क्या मतलब है आम तौर पर जब आप किसी विशेष नेटवर्क को देखते हैं जैसे कि यदि आप यहां दर्शाते हैं कि एक प्रतिरोध है अगर आप इस प्रकार सर्किट लेते हैं तो मान लें कि सभी समान प्रतिरोध R हैं और यह वोल्टेज V है इसलिए यह वह सर्किट है जिससे आपको कनेक्टिविटी जानकारी का पता लगाने में रुचि हो सकती है इसलिए कनेक्टिविटी जानकारी का अर्थ है कि आपको यह पता लगाना होगा कि विभिन्न तत्व कैसे जुड़े हैं अब यदि आप इस नोड को a इस नोड को b इस नोड को c के रूप में देते हैं और यह o है जो कि ग्राउंड है या हो सकता है कि आप मूल कह सकें अब यदि आपको इस सर्किट की टोपोलॉजी का पता लगाने के लिए कहा जाए तो आप क्या करेंगे आपको बस ग्राफ़ का निर्माण करना होगा जो नेटवर्क के सभी तत्वों को लाइनों के साथ बदल देगा क्योंकि हम जो ग्राफ बना रहे हैं वह नेटवर्क के टोपोलॉजिकल गुणों को दिखा रहा है तो सर्किट से यदि आप एक ग्राफ बनाते हैं जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी का वर्णन करता है जिसका अर्थ किसी विशेष नेटवर्क में सभी तत्वों की कनेक्टिविटी जानकारी है तो वह विशेष नेटवर्क उस विशेष सर्किट का टोपोलॉजी होगा तो यहाँ अगर आप देख रहे हैं कि a c से जुड़ा हुआ है तो R को जोड़ने के बजाय हम बस लाइन जोड़ रहे हैं a को c से जोड़ रहे हैं तो ab प्रतिरोध R के बीच इसलिए हम फिर से एक लाइन बना रहे हैं b से c तक हम लाइन को जोड़ रहे हैं c से o फिर से हमारे पास एक लाइन है इसलिए इस R के लिए यह लाइन है b से o के लिए हम फिर से लाइन बना रहे हैं और a से o के बीच क्योंकि यह वो वोल्टेज सोर्स है जिसे हम फिर से लाइन बना रहे हैं तो इस विशेष सर्किट को इस सत्र में एक ग्राफ के रूप में समान रूप से दर्शाया जाएगा जो कि उन सभी तत्वों को हटा देगा जो वोल्टेज या धारा स्रोत या सर्किट में प्रतिरोधक कैपेसिटिव या इंडक्टिव तत्व हो सकते हैं जो हमें मिलता है उसे सर्किट या नेटवर्क का ग्राफ कहा जाता है यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारे पास इसके साथ जुड़े विभिन्न टोपोलॉजिकल गुण हैं जो हमें सर्किट का विश्लेषण करने में मदद करेंगे अब हमें जो मिला है वह नेटवर्क का ढांचा है यहां आप जिन तत्वों को देखेंगे वे नोड्स की तरह होंगे हम छोरों को देखेंगे या हम शाखाओं को देखेंगे अब यदि आप ग्राफ की प्रत्येक पंक्ति के लिए एक तीर द्वारा रेफेरेंस दिशाओं को जोड़ते हैं तो इसे ओरिएंटेड ग्राफ कहा जाता है इसका मतलब यह है कि जब आप सर्किट का विश्लेषण करते हैं तो आप कल्पना करते हैं कि धारा कि प्रारंभिक दिशा हो सकती है इसलिए यदि आप धारा की दिशा दिखाते हैं तो यह एक ओरिएंटेड ग्राफ बन जाएगा अब ग्राफ में लाइनों को शाखाएं और जंक्शन को नोड कहा जाएगा अब नेटवर्क की टोपोलॉजिकल जानकारी क्यों महत्वपूर्ण है क्योंकि टोपोलॉजी हमें नेटवर्क की संपत्ति दिखाती है जो नेटवर्क के आकार और आकार को खींचते मोड़ते या बिगाड़ते समय अप्रभावित रहती है इसका मतलब है कि अगर आपके पास नेटवर्क है और आप ग्राफ को बदलकर या उसके आकार को विकृत करके यदि आप कनेक्टिविटी की जानकारी का उपयोग करते हैं तो उस विशेष सर्किट के साथ आपके द्वारा बनाए गए सभी विभिन्न प्रकार के स्ट्रेच या डिसटॉर्ट हमेशा बने रहेंगे क्योंकि नेटवर्क की टोपोलॉजी समान है इसलिए इस उदाहरण में यदि आप इसे देखते हैं तो एक विशेष सर्किट का टोपोलॉजी ऐसा होता है जहां a c b d और a b इस फैशन से जुड़े होते हैं और एक और सर्किट होता है जहां आप इस शैली में टोपोलॉजी बनाते हैं जहां ये तत्व इस तरह से जुड़ा हुआ होते हैं और तीसरा वह है जहां सर्किट एक त्रिकोणीय फैशन में जुड़े हुए हैं अब अगर आप इन तीनों को पहली नज़र से देखें तो ऐसा लगता है कि तीनों अलग अलग हैं लेकिन आखिरकार तीनों सर्किट एक जैसे हैं क्यों कि तीनों टोपोलॉजी में कनेक्टिविटी की जानकारी समान है इसलिए इस उदाहरण में यदि a को यहाँ c से जोड़ा जाता है a को यहाँ c से जोड़ा जाता है और a को यहाँ c से जोड़ा जाता है a को d से जोड़ा जाता है a को d से जोड़ा जाता है और a को d से जोड़ा जाता है c को b से जोड़ा जाता है यहाँ c b से जुड़ा हुआ है और यहाँ c भी b से जुड़ा है b यहाँ d से जुड़ा है b यहाँ d से जुड़ा है और b यहाँ d से जुड़ा है अब c इस फैशन में d से जुड़ा है यहाँ c इस फैशन में d से जुड़ा है और यहाँ c इस फैशन में d से जुड़ा है अंत में हम सीधी रेखा से b के साथ जुड़ रहे हैं यहाँ हम इस तरह से b को कनेक्ट कर रहे हैं और इसी तरह a को b से जोड़ा जाता है अब चूंकि कनेक्टिविटी जानकारी समान है इसका मतलब है कि टोपोलॉजी समान है यह महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि कभी कभी सर्किट में यदि इसे दिया जाता है तो एक अलग तरीके से दिया जाता है आप इसे बेहतर तरीके से एक समान प्रकार के सर्किट में बदल सकते हैं जहां धारा प्रवाह और वोल्टेज ड्रॉप का विश्लेषण करना बहुत आसान है इसीलिए टोपोलॉजी की जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है जहाँ आप सर्किट के टोपोलॉजी कॉन्फ़िगरेशन को समझ सकते हैं और आप उस विशेष सर्किट को इस तरह से खींच मोड़ या बिगाड़ सकते हैं कि आपका विश्लेषण करना आसान हो जाए इसलिए हालांकि जिन तीन ग्राफ़ों पर हमने चर्चा की वे अलग हैं लेकिन वे वास्तव में समान टोपोलॉजी हैं क्यों कि इस मामले में शाखाओं और नोड के बीच संबंध समान है कभी कभी इलेक्ट्रिकल सर्किट में टोपोलॉजिकल संरचना इतनी बार होती है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने उन्हें कुछ विशेष नाम दिए हैं जैसे कि यदि आप इस तरह से सर्किट देखते हैं तो हम उन्हें टी नेटवर्क कहते हैं यदि यह ऐसा है तो आप प्रतिरोधी से जुड़े हो सकते हैं तब इसे पाई नेटवर्क कहा जाता है यदि सर्किट टोपोलॉजी इस प्रकार है तो इसे सीढ़ी नेटवर्क कहा जाता है जब टोपोलॉजी इस तरह की होती है जहां दो प्रतिरोध एक प्रतिरोधक के साथ समानांतर रूप से जुड़े होते हैं और बीच में आपके पास एक और अवरोधक होता है या हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि ये सभी प्रतिबाधा हैं तो इसे ब्रिज्ड टी नेटवर्क कहा जाता है इसी तरह अगर इसे इस तरह से ब्रिज फैशन से जोड़ा जाता है तो इसे ब्रिज नेटवर्क कहा जाता है और इसे लेटेस्ट नेटवर्क कहा जाता है तो ये सबसे आम टोपोलॉजी हैं जो आप विद्युत सर्किट में सामना करेंगे इसलिए यदि आप टोपोलॉजिकल जानकारी को समझ सकते हैं तो सर्किट का विश्लेषण करना आपके लिए बहुत आसान है अब हम उप ग्राफ के बारे में बात करते हैं किसी दिए गए ग्राफ का उप ग्राफ मूल ग्राफ से शाखाओं को हटाकर बनता है इसलिए यदि आप एक शाखा को हटाते हैं तो यदि आप इसे हटाते हैं तो यह मूल ग्राफ का उप ग्राफ बन जाएगा अब ट्री क्या है ट्री एक प्रकार का उप ग्राफ है जो हमारे सर्किट विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है और यह ग्राफ से एक शाखा को हटाकर बनता है इसलिए ट्री को उप ग्राफ़ के रूप में भी माना जा सकता है लेकिन इसमें कुछ विशेष गुण हैं N नोड्स का ट्री मान लें कि किसी विशेष ग्राफ में n नोड्स हैं और हम सभी n नोड्स वाले ट्री बना रहे हैं तो इसके बाद निम्न गुणधर्म होगी इसमें रेखांकन के सभी नोड्स होंगे इसमें n शून्य से एक शाखा होगी और कोई बंद पथ नहीं होगा तो ये ट्री के तीन प्रमुख गुण हैं और आइए इस आंकड़े से इस गुणधर्म को समझते हैं यदि आप ट्री का पता लगाने के लिए कहते हैं तो पहले यह है कि इसमें सभी नोड्स होंगे इसका मतलब है कि नोड a b c और o ग्राफ का हिस्सा होना चाहिए इसमें n 1 शाखा होगी तो हमारे पास 1234 नोड्स हैं इसका मतलब है कि इसमें n 1 होगा जो तीन शाखाएं हैं तीन शाखाएँ क्या होंगी तीन शाखाएं यह हो सकती हैं क्योंकि यह सुनिश्चित करता है कि कोई बंद पथ नहीं है या वैकल्पिक रूप से आप क्या कर सकते हैं आपके पास नोड्स हो सकते हैं लेकिन आपकी शाखाएं एक हो सकती हैं जो दूसरी है और यह तीसरी हो सकती है इस मामले में आप यह भी जानते हैं कि सभी नोड्स का पता लगा लिया गया है लेकिन कोई बंद लूप नहीं है या इसी तरह आप एक और काम कर सकते हैं कि आप इस तरह से किसी और फैशन से जुड़ सकते हैं यह और वह फिर से एक ट्री इसलिए हो सकता है एक ग्राफ के कई संभव विभिन्न ट्री हो लेकिन अगर आप कुछ सत्र से जुड़े हैं जैसे अगर आप o से c c से b और b से कनेक्ट करते हैं तो आपको फिर से ट्री मिल जाएगा सभी मामलों में यदि आप देखते हैं कि ठीक तीन शाखाएँ होंगी क्योंकि इसमें n 1 से चार नोड्स होगी जिसमें हमेशा तीन शाखाएँ होंगी यदि आप अधिक कनेक्ट करते हैं तो निश्चित रूप से आपके पास एक बंद लूप होगा जो इसमें अनुमत नहीं है यदि ऐसा है तो ट्री के पास कोई बंद रास्ता नहीं होगा अब शाखाएं एक ट्री का निर्माण कर रही हैं जिन्हें कॉर्ड या लिंक कहा जाता है तो यदि आपने इस विशेष शाखा को हटा दिया तो आपको एक ट्री मिलता है इसलिए इसे कॉर्ड कहा जाता है ट्री की अवधारणा का उपयोग किया जाता है हमें नेटवर्क के विश्लेषण के लिए धारा चर की उचित पसंद को पूरा करना होगा तो यह बहुत महत्वपूर्ण है जब आपको सर्किट विश्लेषण के लिए धारा चर को ठीक से चुनना होगा अब हम उन तत्वों के बारे में बात करते हैं जो हमने नेटवर्क टोपोलॉजी में देखा था एक शाखा है शाखा एकल स्रोतको दर्शाती है जैसे कि वोल्टेज स्रोत या प्रतिरोध तो इस मामले में इसे शाखा माना जा सकता है इसे शाखा माना जा सकता है इसे शाखा माना जा सकता है इसे भी शाखा माना जा सकता है और इसे भी शाखा माना जा सकता है इसलिए मूल रूप से क्या हम कभी विद्युत् तत्वों को देखते हैं जो उस विशेष खंड को एक शाखा कहते हैं अब हम नोड के बारे में बात करते हैं नोड दो या अधिक शाखाओं के बीच कनेक्शन का बिंदु है अब इस मामले में यह नोड है क्योंकि यह इस और इस शाखा को जोड़ रहा है तो नोड दो या दो से अधिक शाखाओं के बीच संबंध होगा यहां इस आंकड़े में हमारे पास तीन नोड नोड a नोड b और नोड c हैं अब इस आकृति में c पर एक भी भार नहीं है इसमें सभी चार नोड्स हैं जो कि सर्किट में हैं लेकिन हमने एक नोड c द्वारा दर्शाया है जबकि दो नोड्स को एक शॉर्ट सर्किट से कनेक्ट करते हैं या हो सकता है कि दोनों हमेशा एक समान वोल्टेज पर हो इसलिए जब यह इस तरह होता है तो आप उन सभी को जोड़ सकते हैं और एक एकल नोड बना सकते हैं तो आखिरकार अगर आपके पास चार अलग अलग नोड्स हैं तो यह कुछ भी नहीं है लेकिन आप एक एकल नोड के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि आप सर्किट कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के बिना शामिल कर सकते हैं इसी तरह इसमें भी हालांकि आपके पास तीन नोड हैं लेकिन चूंकि सभी सीधे तार के माध्यम से जुड़े हुए हैं इसका मतलब है कि सभी तीन नोड्स कम शार्ट सर्किट हैं तो आप एक ही नोड के साथ सभी तीन नोड्स को दर्शा सकते हैं तो यहाँ पर आपको तीन नोड होंगे लेकिन वास्तव में इसे एक नोड माना जाता है इसी तरह इसके लिए भी आपके पास चार नोड हैं लेकिन इसे एकल नोड के रूप में माना जाता है क्योंकि जो तार इन नोड्स को जोड़ रहे हैं उनमें कोई तत्व नहीं हैं और इसे शॉर्ट सर्किट नोड माना जा सकता है अब लूप क्या है किसी भी बंद पथ में मूल रूप से किसी भी सर्किट में एक बंद पथ है एक नोड पर शुरू करके बनाया गया बंद पथ नोड्स के एक सेट से गुजरना और अंत में एक ही नोड से एक से अधिक बार गुजरने के बिना शुरुआती नोड पर लौटना तो इसका मतलब है कि यदि आप लूप का पता लगाने के लिए कहे जाने पर सर्किट को इस तरह देखते हैं तो इसका मतलब है कि यदि आप विभिन्न नोड्स का पता लगाते हैं और मूल नोड पर वापस आते हैं तो यह एक लूप माना जाएगा सही अब इस विशेष लूप को स्वतंत्र कहा जाता है यदि इसमें कम से कम एक शाखा होती है जो किसी अन्य स्वतंत्र लूप का हिस्सा नहीं है अब लूप महत्वपूर्ण क्यों है क्योंकि स्वतंत्र छोरों या पथ के परिणामस्वरूप समीकरणों का स्वतंत्र सेट होता है इसलिए जब आपने एक जटिल सर्किट दिया है और आपको किरचॉफ के वोल्टेज कानून को निष्पादित करने के लिए कहा गया है तो आपको पहले यह पता लगाना होगा कि विभिन्न स्वतंत्र लूप क्या हैं ताकि आप यह जान सकें कि विभिन्न समीकरण या अद्वितीय समीकरण क्या हैं जिन्हें आपको पता लगाना है ताकि आप यह पता लगा सकें कि आपको उस सर्किट विशेष का उत्तर मिल सकता है अब यदि आप इस आकृति को देखते हैं यदि आप a b c और a को इस अंदाज़ में जोड़ते हैं a b c और a इसे एक स्वतंत्र लूप माना जाएगा या वैकल्पिक रूप से आप a b और c के साथ जा सकते हैं जो दो ओम के माध्यम से है और फिर a वह एक और स्वतंत्र लूप होगा या आपके पास दो और तीन ओम जुड़े हो सकते हैं जो एक और स्वतंत्र लूप है तो सभी तीन मामलों में आप देखेंगे कि लूप में कम से कम एक तत्व अन्य लूप का हिस्सा नहीं है इसलिए इस तरह से आप लूप की संख्या बना सकते हैं अब सवाल यह होगा कि आप कैसे पता लगाएंगे कि आपको सही संख्या में लूप मिले हैं या नहीं उसके लिए हम नेटवर्क के मूलभूत प्रमेय का उपयोग करते हैं तो bln 1 l लूप की संख्या है n नोड की संख्या है और b शाखाओं की संख्या है तो आप जानते हैं कि आप नोड्स की संख्या का पता लगा सकते हैं आप शाखाओं की संख्या का पता लगा सकते हैं इसलिए आप आसानी से पता कर सकते हैं कि लूप की संख्या क्या होगी इसलिए l कुछ भी नहीं होगा लेकिन b minus n plus one होगा तो आप उन लूपों की संख्या की गणना कर सकते हैं जो आपने बनाए हैं और यह पता लगाने की कोशिश करें कि लूप की संख्या इस विशेष प्रमेय को संतुष्ट कर रही है या नहीं यदि यह संतोषजनक है तो इसका मतलब है कि आपने सर्किट में लूप की संख्या को ठीक से पहचान लिया है अब दो या दो से अधिक तत्व हैं जो श्रेणी में हैं वे विशेष रूप से एक नोड साझा करते हैं और फिर आप कह सकते हैं कि वे एक ही धारा को ले जाएंगे इसलिए कि हमारे पास पहले से ही श्रेणी और समानांतर सर्किट विश्लेषण में देखा गया है कि यदि तत्व श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब है कि वे एक नोड साझा करेंगे और वे समान मात्रा में विद्युत प्रवाह करेंगे अब यदि दो या दो से अधिक तत्व हैं जो समानांतर में जुड़े हुए हैं तो वे एक ही दो नोड से जुड़े होते हैं और फलस्वरूप उनमें समान वोल्टेज होता है तो इसका मतलब है कि यदि नोड श्रेणी में जुड़े हुए हैं तो वे दोनों तत्व एक एकल नोड के माध्यम से जुड़ेंगे इसलिए उस स्थिति में आप दोनों तत्वों में समान समान धारा हैं अब यदि वे समानांतर में जुड़े हुए हैं तो ये तत्व एक ही दो नोड्स के माध्यम से जुड़े होंगे और उस स्थिति में दोनों प्रतिरोधों में वोल्टेज समान होगा तो यह आपको एक विचार देगा कि यदि आपके पास इस तरह नोड कॉन्फ़िगरेशन है तो इसका मतलब है कि धारा समान होगा यदि वे इस फैशन में जुड़े हुए हैं और वोल्टेज समान होगा यदि वे इस फैशन में जुड़े हुए हैं इसलिए इसके साथ हम आज के सत्र को बंद कर देते हैं अगले सत्र में हम कुछ अन्य सर्किट का विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे जो श्रेणी और समानांतर के एक सर्किट संयोजन की तरह हैं और उन्हें समझने में आसान कैसे बनाया जाए और इसका विश्लेषण कैसे किया जाए ताकि हमारे लिए उन सर्किट का समाधान खोजना बहुत आसान हो धन्यवाद